ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन है और इसका सीक्वेंस डायग्राम है तो हम बात करेंगे कम्युनिकेशन डायग्राम क्या होते हैं मैं आपको इस मॉड्यूल के बारे में अच्छे तरीके से वाकिफ होना चाहिएजिसकी हमने पहले चर्चा की थी और यह कम्युनिकेशन डायग्राम का नाम दिया गया है तो समुदाय में दोनों ही शब्दों का हम उपयोग करते हैं तो यह डायग्राम हो जाता है इसलिए डिजाइन है तो अब कम्युनिकेशन डायग्राम की तरह जाना जाता है मैसेज और ज्यादा क्या कह रहा है यदि ऑब्जेक्ट का उद्देश्य है आमतौर पर यह डायग्राम है फिर हमारे पास लाइफलाइनकहलाता है सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मूल शब्दावली हैं फिर हमारे पास मैसेज भेजा जाएगा तो यह मैसेज द्वारा निर्देशित होता है जिसे आप यहां देखते हैं तो अब आप सीक्वेंस क्या है तो यह दो हिस्से हैं सीक्वेंसिंग का अनुक्रमिक क्रम बताता है तो आइए कुछ उदाहरण पर गौर करते हैं इस सीक्वेंशियल ऑर्डर के माध्यम से आप बता सकते हैं time domain में उनका क्रम क्या है तो अगर आप याद करें तो यह वैसे है जैसे सीक्वेंस डायग्राम भेजता है तो हम देख सकते हैं कौन दूसरे ऑब्जेक्ट 12 है और इसे प्राप्त करने पर B एक पेंटको पढ़कर आप जान सकते हैं कि यह किस क्रम में हो रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन डायग्राम को मुख्य रूप से उल्लिखित करना होगा कि स्पेशल आर्डर में हो रहा है तो इसमें यह एक्टिवेशन 11 होगा तो यही मूल है तो पहले आप इसको नाम के बिना करते हैं और एक बार जब आप नाम के बिना इसे हल कर लेते हैंतो यदि इंटीजर है जोकि होता है मैसेज के भेजने के संदर्भ में उल्लेखित कर सकते हैं निश्चित रूप से मैसेज तरीके से भी सकते हैं सारे एक साथ उदाहरण के तौर पर मान लिया कि हम कहते हैं 42c तो 42c का मतलब है यह दूसरा एक्टिवेशन करते हैं लेकिन जब मैं पूरी बात को पैरलल बार जिसको आप उल्लिखित कर सकते हैं यह आप नहीं दिखा सकते कि कितनी बार एक मैसेज ईटीरेट का मतलब जीरो हो सकता है यह कोई भी संख्या हो सकता है यह किसी भी अनजान संख्या को दोहराएगा अनिर्दिष्ट समय तक यह किसी अन्य कारक द्वारा शासित हो सकता है तो यह ये हैं कि यह इटरेशन भेजे जा रहे हैं तो आइए हम अपने पास मौजूद सभी चीजों को समझने के लिए एक उदाहरण देखें तो बस आपको दिखाने के लिए यहां एक एनोटेट डायग्राम से कुछ किताबें खरीदते है यदि आप इन्हें देखते हैं आप निश्चित रूप से देख सकते हैं यह विभिन्न मैसेज इस मैसेजपर भेज दिया बदले में ऑनलाइन स्टोर को मिलेगा या नहीं मिलेगा जो भी हो उसके आधार पर तब 12 है इसलिए अब आप यह देखने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है एक्टर को भेजा जाता है और आपको संभवतः सूचियों का एक सेट मिल गया है और फिर सवाल यह है कि क्या आप किताब का चयन करते हैं अपनी रूचि के अनुसार अगर 10 किताबें आती हैं तो आप सभी पुस्तकों को नहीं देखते हैं तो आप दी गई किताब में से उस विशेष किताब को देखते हैं जिसमें आपकी रुचि है तो आप यह कहते हुए मॉडल में देख रहे हैं कि कौन किसके लिए काम कर रहा है अब निश्चित रूप से एक बार ऐसा करने के बाद तो कुछ मामलों में इच्छुक पुस्तक को बुक किया गया हैव्यक्ति खरीदने के लिए इच्छुक होगा खरीदने का फैसला करेगा अगर पुस्तक जिसमें व्यक्ति की रूचि थी व्यक्ति उसे खरीदने का फैसला करेगा अगर यह कंडीशनबन जाता है तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 1 पुस्तक खोजने का संपूर्ण एक्टिवेशन है हर बार जब आप इसको बाहर भेजते हैं तो यह प्रक्रिया जारी रहेगी फाइंड बुक मैसेज प्रक्रिया है तो आपने कहा अब एक्टर में जो भी कुछ है वह अवरुद्ध किया जाएगा बेशक आप कुछ को परिष्कृत कर सकते हैं और कुछ हाइजीन कंडीशन नहीं हो सकता है तो यह मैसेज नहीं भेजा जा सकता है लेकिन अगर कार्ट तैयार है तो उसके साथ यहां बहुत सारे उदाहरण होंगे उदाहरण के तौर पर हम यह नहीं दिखा रहे हैं कि आर्डर में मांग की प्रक्रिया होगी और उन सभी प्रमाणीकरणों को पूरा करना होगा जो यह मानते हैं कि यह सब हो गया और आप ऐसे स्ट्रेट में किया जाता है तो यह वही डायग्रामको स्पष्ट रूप से समझते हैं यहां पर एक दूसरा उदाहरण है ऑर्डर मैनेजमेंट करनी है तो इसका मतलब है कि आपको वास्तव में यह विचार करना शुरू करना होगा कि आपको कितना भुगतान करना है इसलिए यदि ऑर्डर चेकआउट ऑर्डर इंस्टेंस भेजा जाता है इस आर्डर है

तो एक बार यह हो जाता है तो इसमें ऐसा होगा इसमें ऐसा फिर आप प्रोसेसिंगक्या है तो ऐसा करने के बाद आपके पास आर्डर या कुछ और है इसके बाद इसको ब्लॉक के माध्यम से अब आपके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का विवरण आपको पता चल जाएगा तीसरा एक्टिवेशन को देख सकते हैं कि जो यहाँ आप दिखा रहे हैं यह विभिन्न लाइफलाइनके रूप में एक के बाद एक मनमाने ढंग से रखा जाएगा तो यह कम्युनिकेशन डायग्राम के 2 अलग अलग पहलुओं को परिभाषित करते हैं हमने कुछ उदाहरणों पर भी चर्चा की है और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा हमने यहां प्रस्तुति में इसे शामिल नहीं किया है लेकिन मैं आपको हमारी लीव मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा